कीवर्ड्स रेसिप्रोकेटिंग सर्किट रीजनेरेटिव सर्किट सोलेनोइड राहत वाल्व चेक वाल्व एक्सटेंशन स्ट्रोक अब हम अगले उदाहरण पर चलते हैं तो अगले उदाहरण में क्या हो रहा है कि हम चाहते हैं हम अभी भी रेसिप्रोकेटिंग सर्किट कर रहे हैं लेकिन अब हम अब हम एक रीजनेरेटिव विन्यास चाहते हैं रीजनेरेटिव विन्यास क्या है अतः पहले आप करेंगे आप याद करेंगे कि आपके सभी मामलों में जब आप प्रयास कर रहे हैं सिलेंडर को एक छोर पर ले जाएं मान लें कि आप रॉड को आगे बढ़ाना चाहते हैं अतः आप तरल को कैप एंड में धकेलते हैं और रॉड पर तरल पदार्थ बाहर निकलता है तो आप कनेक्ट करते हैं मूल रूप से आप कैप को पंप से जोड़ते हैं और आप उस रॉड को टैंक में जोड़ते हैं अब यहाँ हम जो कह रहे हैं वह है हम कुछ तरल पदार्थों को फिर से प्रसारित करना चाहते हैं जो छड़ से केबिन में आ रहे हैं तो यह कैसे संभव है तो यह वही है जो यहां दिखाया जा रहा है अतः आप फिर से पहले घटकों की पहचान करें अतः आप कहते हैं कि A पंप यह B रिलीफ वाल्व है यह C दिशात्मक वाल्व है और यह D एक सिलेंडर है अब देखें कि हमने सिलेंडर रॉड को थोड़ा मोटा खींचा है बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि रॉड क्षेत्र सिलेंडर पिस्टन क्षेत्र के लिए नगण्य नहीं है यह पिस्टन क्षेत्र A है और यह रॉड क्षेत्र a मान लिया गया है तो यह क्या हो रहा है अब दो पक्ष क्षेत्र अलग अलग हैं ठीक है इस विशेष दिशात्मक वाल्व को भी देखें जो दो स्थिति है और यह एक तरह का है आप जानते हैं कि यह निर्भर है इस अर्थ में कि जब आप क्या होता है क्या होता है जब दोनों सोलनॉइड्स बंद होते हैं अतः दोनों सोलनॉइड्स सोलनॉइड्स बंद हो जाते हैं तो यह सोलनॉइड सोलनॉइड्स के अंतिम ऑपरेशन के अनुरूप स्थिति में रहता है तो अगर अंतिम सॉलोनॉयड A ऑन था तो यह होगा भले ही आप A बंद कर दें यह बाईं स्थिति पर रहने वाला है अतः यह एक यांत्रिक के कारण है आप व्यवस्था जानते हैं अतः यह टेंशन है कि ठीक है तो अब यहाँ क्या हो रहा है यह देखो यह देखो कि पंप प्रवाह यहाँ V है ठीक है तो यह क्या हो रहा है यह भाग प्रवाह क्या है यह भाग प्रवाह है यदि यह V है तो प्रवाह के अनुपात को देखें मान लें कि यह दूरी X से चलता है फिर वॉल्यूम फ़ील्ड A गुना X है और जो वॉल्यूम निष्कासित है वह A a गुना x है अतः यदि यह V1 है और यदि यह V2 है तो V1 से बाहर आ रहा है तो V2V1 A aA 1 aA 1 1K K 1K तो यह V2 V1 और V1 V2K ठीक है तो अब क्या है अब फिर से V V1 V2 V2 Yes V1 V1 V2 है अतः यह V1 V1KK 1V2 है अतः यह K - 1 V2 जो कि बराबर है यह 1 ×V2 के बराबर है K K 1 अतः 1 ×V2 और अतः V2K 1 आइए हम इसे एक अलग जगह लिखते हैं अतः हमें दो समीकरण मिलते हैं हम V2×V प्राप्त करते हैं और अतः V1 K × V ये दो हैं मुझे उन्हें एक अलग रंग में घेरना है ये अंतिम अभिव्यक्ति हैं तो ये प्रवाह हैं आप समझते हैं इसी तरह अतः आप देखते हैं कि यदि विशिष्ट मामला है तो यह विस्तार स्ट्रोक के दौरान मामला है अतः वास्तव में आप देखते हैं कि हालांकि प्रवाह दर K × V आमतौर पर K 1 है लेकिन वास्तव में पंप से निकलने वाला द्रव v सही होता है अब रिट्रेक्शन स्ट्रोक में रिट्रेक्शन स्ट्रोक में क्या होता है अतः एक्सटेंशन स्ट्रोक में यह इस तरह से जाने वाला है यह इस तरह से प्रवेश करता है और फिर फिर से यह भाग जाता है और भाग जाता है यह प्रवाह पैटर्न है विस्तार के माध्यम से रिट्रेक्शन स्ट्रोक में क्या होता है रिट्रेक्शन स्ट्रोक में रिट्रैक्शन स्ट्रोक में अब आप इस स्थिति में हैं अतः अब यह बस यह मार्ग है सीधे यह मार्ग है यह है कि कोई तरल पदार्थ नहीं है या कुछ भी नहीं है तो अब क्या हो रहा है कि अगर यह V है तो यह V है और जाहिर है क्योंकि यह सीधे इस में जाता है और यह क्या होने जा रहा है यह होने जा रहा है स्वाभाविक रूप से यह होगा अतः A में बल्कि ×v में मान लीजिए कि यह X की ओर बढ़ता है अतः यदि यह V है मान लीजिए कि क्षेत्र आधा है तो यह पक्ष K गुना V होगा इकाई समय में स्थानांतरित की गई दूरी वास्तव में V A - a है यदि V की मात्रा बह रही है तो यह है तय की गयी दूरी ताकि गुना ए में आयतन होगा जो निष्कासित हो जाएगा अतः यह A A - a V Aa A - aA 1 -1KK - 1K होगा अतः AA - a होने जा रहा है KK - 1 हाँ अतः यह K V होने जा रहा है यह वह दर है जिस पर द्रव निष्कासित हो जाएगा ठीक है यह तरल पदार्थ है अतः हम इसे प्राप्त कर रहे हैं इसी तरह यदि आप दबाव को देखते हैं यदि आप दबाव को देखते हैं तो आप पाएंगे कि अतः आप देखते हैं मान लीजिए एक दिलचस्प बात यह है कि मान लीजिए कि A 05 के बराबर है या A a 2 के बराबर है ठीक है तो तब क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि उदाहरण के लिए समान पंप प्रवाह दर V के साथ प्रति यूनिट समय की दूरी तय की जा रही है यदि यह V है तो यह होने वाला है प्रवाह में यह V होने जा रहा है और पिछले मामले में जो हो रहा था पिछले मामले में जो हो रहा था वह यह है कि यदि आप पिछले मामले में जाते हैं तो हम पिछले मामले में कैसे जाते हैं हां थोड़ा तेज हां पिछले मामले में हम कर रहे थे अतः आप कर सकते हैं आप कर सकते हैं आप वास्तव में यह पता लगा सकते हैं हम इसे फिर से करते हैं हम वास्तव में पता लगा सकते हैं यह दिलचस्प बिंदु यह है कि आप इसका पता लगा सकते हैं वास्तव में यह एक अच्छा अभ्यास हो सकता है कि दो चीजें होंगी जो होंगी पहली बात यह है कि आप करेंगे आपको वह मिलेगा नंबर 1 दो पॉइंट्स नंबर एक वह है मान लीजिए कि हम 21 क्षेत्र अनुपात कहते हैं तो आप पाएंगे कि विस्तार और वापसी की गति समान है लेकिन वे अन्य क्षेत्र अनुपातों के लिए समान नहीं हैं जिन्हें याद किया जाना चाहिए इसी तरह आप पाएंगे कि अतः आप देखते हैं कि हम पा सकते हैं एक छोटे से अगर आप सीधे टैंक से जुड़े हैं तो विस्तार स्ट्रोक के मामले में यदि आप सीधे जुड़े हुए हैं तो इसे पंप से कनेक्ट करें और उस टैंक से तो आपके पास समान पंप प्रवाह दर के साथ एक धीमी गति होती हमें एक धीमी गति मिलती जो हम हैं अतः रीजनरेशन का लाभ यह है कि समान प्रवाह दर रेटिंग पंप के साथ हम तेजी से गति उत्पन्न कर सकते हैं लेकिन एक ही समय में हम देखेंगे कि हमें उच्च पंप दबाव की आवश्यकता होगी तो क्या होता है कि मेरा मतलब है कि मूल रूप से उसके लिए है जब हमें उच्च पंप दबाव की आवश्यकता होगी अगर हम एक लोड ड्राइव करना चाहते हैं जिसके लिए समान बल की आवश्यकता होती है तो रीजनरेशन सर्किट में हमें उच्च दबाव की आवश्यकता होती है अतः मूल रूप से हम प्रवाह के साथ दबाव का ट्रेडिंग कर रहे हैं हम हैं हम एक निश्चित गति प्राप्त करने के लिए धीमी प्रवाह दर पंप का उपयोग कर सकते हैं लेकिन एक ही समय में यदि आप एक निश्चित बल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उच्च दबाव देना होगा अतः यह एक इस पुनर्योजी आकर्षण सर्किट की मूल विशेषता है अतः अगले पर चलते हुए यह एक पुनर्योजी रेसिप्रोकेटिंग सर्किट है जो पारंपरिक मोड में बदलाव के साथ है अतः यहां क्या हो रहा है मूल रूप से एक ही प्रकार की चीज जो यहां हो रही है वह है यहां आप देखते हैं कि शुरू में हमारे पास फिर से पंप है क्षमा करें यहां क्या हो रहा है फिर से आपके पास पंप है आपके पास राहत वाल्व है आपके पास सॉलिडोइड्स और हाइड्रोलिक पायलट के साथ तीन स्थितियों में तैनात दिशा वाल्व हैं और अतः पहले मामले में इस स्थिति में जो दिखाया गया है प्रवाह इस तरह है जैसे कि कैप के लिए और आगे बढ़ना शुरू होता है इस तरह से जाता है और यह वास्तव में गलत है आपको इसे इस तरह ड्रा करना चाहिए अतः स्वतंत्र रूप से आता है और रीजनरेशन होता है है ना अतः दिए गए पंप प्रवाह दर के साथ गति अधिक होगी अब अगर अंत में एक उच्च बल का सामना करना पड़ता है जो कि नहीं हो सकता है जो उस प्रवाह दर पर प्रमुख प्रस्तावक द्वारा समर्थित नहीं हो सकता है फिर जो होने वाला है वह यह है कि यहाँ दबाव का निर्माण होगा जब भी यह दबाव यहाँ प्रतिरोध का निर्माण करेगा जब यहाँ दबाव का निर्माण होगा और यह विपरीत है तो यह इस तरह से जुड़ा होने वाला है अतः अब आप देखें कि यह तब होगा जब दबाव बनने के बाद यह इस तरह से जुड़ेगा और इसके माध्यम से प्रवाहित होगा अतः अब इस पार एक पूर्ण दबाव होगा और कोई रीजनरेशन नहीं होगा तो अतः गति गिर जाएगी और अतः यह होगा यह अभी भी दबाव को संभालने में सक्षम होगा ठीक है अतः अंत में यदि उच्च बल की आवश्यकता है तो यह इस वाल्व से बदल जाएगा एक पारंपरिक पुनर्संरचना सर्किट के लिए एक पुनर्योजी सर्किट दूसरी स्थिति में यह क्या होगा दूसरी स्थिति में दूसरी स्थिति में यह बहुत ही सरल है यह यहाँ होगा अतः तो फिर क्या होगा यह है कि यह प्रवाह होगा तो यह सीधे इस चेक वाल्व से होकर बहेगा सीधे और यह सीधे वापसी करेगा यह वास्तव में यहाँ वापस आ जाएगा और यह टैंक से जुड़ जाएगा इसलिए यह एक बहुत ही पारंपरिक विधा है तो इस मामले में यह होगा वहाँ है कोई दबाव की आवश्यकता नहीं है और यह होगा यह वापस आ जाएगा इतने पर केवल लाभ यह है कि जब से हम हैं हमारे पास उच्च बल की आवश्यकता है अतः जब तक पंप द्वारा बल की आवश्यकता प्रबंधनीय होती है हम एक रीजनरेशन सर्किट के लिए जा रहे हैं इसलिए पंप प्रवाह दर के साथ हम एक उच्च गति प्राप्त कर रहे हैं लेकिन जब भी बल की आवश्यकता बढ़ती है अतः हम तुरंत सिस्टम पर स्विच कर रहे हैं स्वचालित रूप से एक पारंपरिक सर्किट पर स्विच करता है दबाव अब पूरा है अतः हम प्रबंधन कर सकते हैं और प्रवाह दर गिर जाती है और प्रवाह दर के साथ हमारे पास कम गति है अतः यह इस सर्किट का फायदा है अगला हमारे पास एक सिक्वेंसिंग सर्किट है अतः सिक्वेंसिंग सर्किट में यह क्या हो रहा है यहां अब इस उदाहरण में हमारे पास एक से अधिक सिलेंडर हैं अब तक हम जो कर रहे हैं वह है हमने केवल एक सिलेंडर को संभाला है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कई सिलेंडर संचालित करने की आवश्यकता होती है और उदाहरण के लिए मान लें कि आपके पास एक लकड़ी का काम करने वाली मशीन है ठीक है आपके पास एक प्लानिंग मशीन है अतः मशीन में प्लेन करने से पहले प्लानिंग कटर को हिलाना शुरू करने से पहले आपको काम होल्ड करना होगा अतः यह क्रम है कि पहले होल्डिंग सिलेंडर को ऑपरेट करें फिर प्लानर को हिलाना शुरू करें अतः प्लानर तब विस्तार होता है फिर प्लानर पीछे हटता है और फिर क्लैंप सिलेंडर को हटा देता है अतः आप देखते हैं कि हमारे पास है हर बार जब हम काम करते हैं तो हमें इसे पहले क्लैंप में संचालित करना होता है फिर प्लानिंग सिलेंडर का विस्तार फिर प्लानिंग सिलेंडर का फिर से आना तो यह दो सिलिंडर का एक विशेष क्रम है जिसका संचालन करना है अतः अब हम देखेंगे कि हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं ठीक है अतः हम यहां हैं अतः यहां सर्किट है अतः हम क्या करने जा रहे हैं इस सर्किट को देखें अतः हमारे पास हमारे पास दो सिलेंडर हैं एक है J दूसरा है H ठीक है और हमारे पास है हमारे पास सामान्य पंप है यह मुख्य वाल्व है ठीक है जिसे संचालित किया जा रहा है यहां राहत वाल्व D है और ये तीन वाल्व हैं जो वास्तव में सीक्वेंसर का कारण बनते हैं ठीक है तो अब क्या होता है कि शुरू में सिलेंडर H का विस्तार सही है तो यह इस स्थिति में है स्थिति को देखें फिर प्रवाह क्या है सिलेंडर H विस्तारित होने का मतलब यह है कि यह चेक वाल्व के माध्यम से बहता है कैप दिशा में बहती है इसके माध्यम से बाहर जाता है के माध्यम से प्रवाह और रिटर्न यह यहाँ समय है तो यह स्थिति है और अतः सिलेंडर H ऊपर जा रहा है यह चक्र का पहला चरण है कुछ समय बाद ऐसा होगा कि सिलेंडर H बंद हो जाएगा जिसके पास है वह पार आता है अतः यह एक यांत्रिक रोक में आता है अब क्या होता है तो जिस क्षण यह एक यांत्रिक स्टॉप पर आता है यह दबाव अब निर्मित होगा क्योंकि इसके माध्यम से कोई और प्रवाह नहीं हो सकता है प्रवाह बंद हो गया है तो तुरंत यह बिंदु दबाव पंप करने के लिए बढ़ जाता है जो इस वाल्व को संचालित करेगा सही इस माध्यम से नहीं जा सकता इस बिंदु पर इस माध्यम से नहीं जा सकता है अतः यह इस माध्यम से जाता है और धक्का देना शुरू कर देता है वाल्व जे को धक्का देना शुरू कर देता है अतः प्रवाह इस तरह से जाता है जैसे यह तो सिलेंडर J का विस्तार होता है ठीक है इस के माध्यम से सभी को याद है कि यह दबाव इस पर एक दबाव है अतः यह दबाव पकड़े हुए है इसे दबाया जाता है सिलेंडर H को दबाया जाता है अतः एक है यदि आप चाहें तो यदि आप इसे क्लैम्पिंग के लिए उपयोग कर रहे हैं वहां एक क्लैंपिंग दबाव है अगला सिलेंडर J वापस लेना अगला क्या होता है अब आप सोलेनोइड को स्थानांतरित कर चुके हैं अतः आपने सोलनॉइड को स्थानांतरित कर दिया है और यह अब वास्तव में है यह गलत है वास्तव में यह होना चाहिए यह गलत है इसे इस बिंदु से जोड़ा जाना चाहिए और इस पंप को इस बिंदु से जोड़ा जाना चाहिए अतः अब पंप प्रवाह इस तरह से जुड़ा हुआ है इसके माध्यम से जाता है इस माध्यम से जाता है सिलेंडर जे पीछे हटता है इस माध्यम से बाहर निकलता है मुक्त प्रवाह प्रवाह वाल्व की जाँच करें और इस माध्यम से जाता है इस माध्यम से जाता है पंप करने के लिए टैंक सिलेंडर J वापस जाता है सही अगला अंतिम बिंदु अंतिम बिंदु अब सिलेंडर J पूरी तरह से पीछे हट गया है तो अब यह दबाव नहीं बन सकता है अतः अब यहाँ दबाव बनता है अतः यहाँ दबाव बनता है अतः यहाँ दबाव भी बनता है और यह अब सिलेंडर को नीचे धकेलता है लेकिन इस बार कोई नोड नहीं है जिससे इसे गुजरना पड़ता है अतः जबकि सिलेंडर H नीचे आ रहा है वहाँ हमेशा एक पीछे की ओर दबाव होता है यह टैंक से जुड़ा नहीं है क्योंकि यह इस से नहीं गुजर रहा है यह राहत वाल्व से गुजर रहा है तो सिलेंडर H नीचे आ रहा है वास्तव में यहां नेट बल वास्तव में नियंत्रित किया जा रहा है तो यह धीरे धीरे नीचे आ रहा है आप कभी कभी जानते हैं कि जब आप ऊर्ध्वाधर वगैरह नीचे आते हैं तो आप चाहते हैं कि ऊपर आ रहा है तेज हो सकता है लेकिन नीचे जाने के लिए कम बल पर होना चाहिए तो यह वही है जो हमने हासिल किया है अतः हमने एक अनुक्रमण हासिल किया है अतः ये कुछ सर्किट हैं और हमने इस पाठ में क्या देखा है हमने अनलोडिंग सर्किट सिस्टम प्रेशर सिलेक्शन सर्किट विभिन्न प्रकार के रेसिप्रोकेटिंग सर्किट रैपिड मोड्स के साथ रेसिप्रोकेटिंग सर्किट रीजनरेशन के साथ रेसिप्रोकेटिंग सर्किट रीजनरेशन के साथ पारंपरिक रेसिप्रोकेटिंग सर्किट देखे हैं अंत में हमने अनुक्रमण सर्किट देखे हैं जो मूल रूप से एक से अधिक सिलेंडरों के साथ रेसिप्रोकेटिंग सर्किट हैं ठीक है अतः यह हमें पाठ के अंत में लाता है विचार करने के लिए इंगित करता है कई प्रश्न जिनके बारे में आप सोच सकते हैं उदाहरण के लिए क्या आप सोच सकते हैं कि क्या होगा यदि चेक वाल्व पहले अनलोडिंग सर्किट Unloading circuit में मौजूद नहीं था तो समस्या होगी यदि आप पंप A के बजाय पंप B को अनलोड करना चाहते हैं तो सिस्टम को कैसे संशोधित करेंगे उस पहले सिस्टम में जो सर्किट बहुत सरल है अगर सर्किट बहुत सिमेट्रिक है तो आपको पंप A के लिए जो कुछ भी करना होगा आपको पंप B के लिए स्थानांतरित करना होगा दैसड रेखा में C से D और D को E से जोड़ने के लिए लाइनें क्यों जुड़ी हुई हैं यह दूसरा है जो सिस्टम प्रेशर सिलेक्शन Selection है क्योंकि वे पायलट लाइन्स हैं क्षमा करें मैंने पहले ही जवाब दे दिया है आप इसके बारे में सोचने वाले हैं क्या आप एक बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहता था वह यह है कि कई मामलों में आप पाएंगे कि मैंने कहा है कि कुछ लिमिट स्विच संचालित होती है और कुछ सोलनॉइड का संचालन करती है तो यह कैसे होता है अतः आपके पास इसके लिए एक योजना होनी चाहिए कभी कभी आपके पास एक विशुद्ध रूप से विद्युत योजना हो सकती है कभी कभी आपके पास एक सरल योजना हो सकती है आपको पता है कि कभी कभी आपके पास एक साधारण रिले प्रकार की योजना हो सकती है या कभी कभी आपके पास एक PLC आधारित योजना हो सकती है अतः विभिन्न विशेष व्यवस्थाओं की आवश्यकता है अतः उदाहरण के लिए मैंने एक दिया है क्या आप उपरोक्त प्रणाली को स्वचालित करने के लिए एक योजना का वर्णन कर सकते हैं जैसे कि जब भी मध्यवर्ती दबाव मोड में दबाव सेटिंग को पार किया जाता है तो सिस्टम स्वचालित रूप से निम्न दबाव मोड में बदल जाएगा पहले यह मैन्युअल रूप से किया जा रहा था जैसा कि इसमें दिखाया गया है अतः आप कुछ नियंत्रण तंत्र तैयार कर सकते हैं जिससे यह दबाव महसूस करेगा और यह चालू हो जाएगा सोलनॉइड कैसे सक्रिय हो जाता है अगर सीमाएं जो समान है एक ही सवाल किया जाता है तो अगर विस्तार और वापसी के दौरान सिलेंडर की गति समान हो तो जब आपके पास पुनर्योजी सर्किट होता है यदि नहीं होता है तो क्या गति तय करता है हमने इसका इसका विश्लेषण किया किया है यह पहले का मुद्दा है लेकिन यह कैसे तय करता है कि आप इसका पता लगा लें दिशात्मक वाल्व C के प्रतीक के सभी भागों को स्पष्ट करें मूल रूप से एक बहुत कुछ विशेष को छोड़कर यह पुनर्योजी रेसिप्रोकेटिंग सर्किट के बारे में है केवल दिशात्मक वाल्व में एक अवरोध है जो एक विशेष चीज थी यह हमने दबाव और प्रवाह के संबंध में मुद्दों पर चर्चा की है अतः यह हमें पाठ 28 के अंत तक लाता है बहुत बहुत धन्यवाद